इस पाठ्यक्रम माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट के एक और अध्याय में आपका स्वागत है पिछले अध्याय में हमने S पैरामीटर्स के बुनियादी प्रॉपर्टीज को देखा था इस अध्याय में हम विशेष रुप से 2 पोर्ट नेटवर्क पर लागू S पैरामीटर्स के प्रॉपर्टीज पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे इसलिए पिछले अध्याय में हमें देखा की 2 विशेष मामलों के लिए 1 नेटवर्क के 2 विशेष गुण रेसप्रॉसिटी और लोस्टलेसनेस्स चलिए हम कुछ विशेष शर्तों को प्राप्त कर सकते हैं जो कि नेटवर्क के S पैरामीटर्स को लिए संतुष्ट करता है तो चलिए हम 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए चर्चा जारी रखते हैं 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए हमारा S पैरामीटर मैट्रिक्स कुछ इस तरह का होगा यदि डिवाइस लोस्टलेस है यदि पहले रेसप्रॉसिटी की स्थिति के साथ शुरू करते हैं और यह मैट्रिक्स सीमेट्रिक होना चाहिए ठीक है यदि है सिमेट्रिक होने के साथ साथ लोस्टलेस भी है तो अब यहां मुझे कुछ कहना होगा कि सभी पैसिव नेटवर्क सिमेट्रिक है इसलिए अगर मैं कहता हूं अगर मैं एक सिमेट्रिक और लोस्टलेस नेटवर्क की बात कर रहा हूं जब यह एक ऐसे नेटवर्क की तरह है जिसमें केवल पैसिव प्रतिक्रियाशील तब तो शामिल होते हैं जैसे कि इंडक्टन्सेस और कैपेसीटेट और उस नेटवर्क में कोई रेसिस्टेन्सेस नहीं होता है

इसलिए यदि है लोस्टलेस है तो हम इस स्थिति को जानते हैं कि S हर्मिटियन जहां U आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसलिए यदि मैं अपने S पैरामीटर मैट्रिक्स का विस्तार करता हूं तो मुझे यह प्राप्त करना चाहिए कि S21 का मान S12 के बराबर है क्योंकि रेसप्रॉसिटी की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं

आगे भी डेरिवेशन के भीतर ऐसा करते हुए इस S हर्मिटियन S बार S को हम अनुसरण कर सकते हैं इसलिए मूल रूप से यदि हम इस मैट्रिक्स गुणन का विस्तार करते हैं तो हमें जो मिलता है और फिर यह एक्वेशन पहले से आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए और यह एक्वेशन इसलिए हमारे पास एक्वेशन के चार समूह है इसलिए यदि हम इसे 1 2 3 4 से अंकित करें तो इस एक्वेशन और एक्वेशन से आप सीधे से लिख सकते हैं

अब इनमें से दो को बराबर करना क्योंकि यह उनके लिए सामान्य है इसलिए मूल रूप से यह समाप्त हो जाता है इस टर्म को यहां से हम सीधे S11 का मॉडुलुस लिख सकते हैं जो कि S22 के मान के बराबर है दूसरे शब्दों में S11 और S22 का समान परिमाण होगा और S12 इस एक्वेशन से S12 का वर्ग 1 माइनस S11 के वर्ग के बराबर है इसका मतलब यह है कि S12 का मॉडुलुस 1 माइनस S11 वर्ग के वर्गमूल के बराबर है अब मान ले की S पैरामीटर स्वयं जटिल है इसलिए यदि हम S पैरामीटर्स को उन चरणों के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो एक तर्क S22 S11 के बराबर है चूँकि S22 का परिमाण S11 के परिमाण के समान है तब उनके पास अलग अलग फेज और अलग अलग तर्क शर्तें हो सकती है यही कारण है कि मैंने S11 के लिए थीटा 1 और S22 के लिए थीटा 2 चुना है और S12 अगर मैं इसे इस तरह चुनता से हूं कि इसके फेजर को थीटा 1 करता हूं अब ध्यान दें अगर मैं S11 के परिमाण को जानता हूं तो मैं S22 के परिमाण को भी अवश्य जानता हूं और मैं इस संबंध से S12 के परिमाण को भी जानता हूं इसलिए इन एक्वेशन्स के साथ आइए देखिए कि हमें क्या करना है इसलिए यदि S11 के परिणाम को हम जानते हैं तो हमें S22 के परिमाण और S12 के परिणाम को भी जानते हैं लेकिन हमें अभी भी थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 12 के मान का भी पता लगाना है इसलिए इस स्टेज पर हमारे पास चार अज्ञात थीटा 1 थीटा 2 थीटा 12 और S11 का परिमाण है इसलिए 2 पोर्ट नेटवर्क को पूरी तरह चिन्हित करने के लिए इस स्टेज पर हमें अभी भी 4 पैरामीटर्स का मान देखना है देखते हैं कि क्या हम आगे पैरामीटर्स की संख्या को कम कर सकते हैं अब हमारे पास 2 एक्वेशन है जैसा कि हमने एक्वेशन के 1 अन्य सेट को देखा है 1 इस मैट्रिक्स से एक्वेशन यदि हम इस मैट्रिक्स पर वापस जाते हैं तो हमारे पास अभी भी यह एक्वेशन है कि S12 कोंजूगेट का गुणांक S11 और S22 कोंजूगेट गुणांक S12 का योग 0 के बराबर है यदि हम स्कोर बराबर करें तो मुझे इनको हटाना होगा इससे कुछ भ्रम हो सकता है यह केवल उन एक्वेशन्स के लिए लेबल है Refer Slide Time 0940 ठीक है तो उन एक्वेशन्स से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं अब मैं S पैरामीटर्स को उनकी फेज के अनुसार लिख रहा हूं अब इसे सरल बनाने से हमें S22 मिलेगा क्योंकि S22 का मान S11 के समान है इसलिए सभी परिमाणों को रद्द किया जा सकता है और अंत में इस एक्वेशन को सरल बनाने के लिए बाएं हाथ और दाएं हाथ कि एक्वेशन को बराबर करेंगे हम इस एक्वेशन को सरल तरह से लिख सकते है या यह फाइनल एक्सप्रेशन है इसलिए हमने क्या किया है यहां हमें एक और वेरिएबल्स की आवश्यकता को समाप्त करना है इसलिए हमने शुरुआत में बताया की क्यों पिछले अध्याय मैं मैंने कहा था कि तुम्हें इस सिस्टम को पूरी तरह से चिन्हित करने के लिए 4 और वेरिएबल्स की आवश्यकता है तो अगर हमें 4 की आवश्यकता है 2तो इस संबंध से हमने अपनी आवश्यकता को घटाकर 3 कर दिया है इसलिए यदि हम S11 का परिमाण थीटा 1 और थीटा 2 जानते हैं तो हम पूरी तरह से एक लोस्टलेस और सिमेट्रिक 2 पोर्ट नेटवर्क को चिन्हित कर सकते हैं अब देखते हैं कि क्या हम चीजें S पैरामीटर्स की गणना कर सकते हैं अब 1 तरीका जो हमने अपने पिछले व्याख्यान में देखा था उसमें S पैरामीटर्स के लिए Z पैरामीटर्स से संबंधित एक सूत्र था जिसे हम उपयोग कर सकते हैं ताकि किसी भी नेटवर्क के लिए हम पहले Z पैरामीटर्स या Y पैरामीटर्स का पता लगा सके और फिर S पैरामीटर्स का पता लगाने के लिए उस सूत्र का उपयोग कर सकें या यदि आप S पैरामीटर्स को जानना चाहते हैं और हम Y पैरामीटर्स का पता लगाना चाहते हैं तो हम रिवर्स कर सकते हैं लेकिन मान लीजिए कि हम पहले सिद्धांत से S पैरामीटर्स का पता लगाना चाहते हैं तो तो हम कैसे जाएं इसके लिए हम यह बहुत ही सरल उदाहरण लेते हैं मान लीजिए कि मैं इस काम के लिए एक नई स्लाइड का उपयोग करता हूं मेरे पास एक सरल नेटवर्क है यह एक साधारण सीरीज रेक्टैंट है मान लीजिए की Z1 और Z2 क्रमशः पोर्ट 1 और पोर्ट 2 पर करक्टेरिस्टिक्स इम्पीडेन्सेस है अब हमें इस सिस्टम के सभी S पैरामीटर्स का पता लगाना है अब पहली चीज जो हमें देखनी है वह यह है कि यह लोस्टलेस सिस्टम है यह सिमेट्रिक सिस्टम भी है क्योंकि यह एक सिमेट्रिक सिस्टम है जिसमें S12 का मान S21 के बराबर होना चाहिए ठीक है आप भी है पता लगाने के लिए की S11को हमें S11 के रूप में इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इंसिडेंट वेव A1 और रिफ्लेक्टिव वेव B1 है इसी तरह पोर्ट 2 पर इंसिडेंट वेव A2 और रिफ्लेक्टिव वेव B2 है तो फिर A2 का मान 0 के बराबर है और इसी के साथ यह सवाल है कि हम A2 को 0 के बराबर कैसे बनाते हैं देखते हैं कि क्या हम A2 को 0 के बराबर कर सकते हैं

मान ले कि हम पोर्ट 2 पर एक लोड Z2 को जोड़ते हैं तो अब लोड Z2 पर आने वाली वेव के लिए रिफ्लेक्शन गुणांक क्या होगा गामा l Z2 मैं से करक्टेरिस्टिक्स इम्पीडेन्स को घटाने के बाद शेष मान के बराबर होगा हम जानते हैं कि पोर्ट2 पर करक्टेरिस्टिक्स इम्पीडेन्स Z2 और पोर्ट 1 पर करक्टेरिस्टिक्स इम्पीडेन्स Z1 है तो गामा L Z2 होगा जोकि लोड Z2 माइनस करक्टेरिस्टिक्स इम्पीडेन्स Z2 और Z2 प्लस Z2 का अनुपात है और यह 0 के बराबर है अब अगर मैं A2 को B2 के संदर्भ में लिखता हूं तो वह इस तरह से संबंधित है कि A2 का मान B2 गुना गामा L के बराबर है क्योंकि गामा L इस बिंदु पर रिफ्लेक्शन कोफीसिएंट है इसलिए यह संबंध मान्य होगा लेकिन फिर क्योंकि गामा L 0 के बराबर है इसलिए यह भी जीरो के बराबर होगा इसलिए हमने पोर्ट 2 पर एक मैच लोड Z2 को जोड़ने से A2 को समाप्त कर दिया है इस यह कर सकते हैं कि यदि हमें S11 के लिए पहली शर्त का पता करना है तो हमें B1 से संतोष करना है अगर हम याद करें तो S11 का मान B1 और A1 के अनुपात के बराबर होता है जब A2 का मान 0 हो हम ऐसा कर चुके हैं अब B1 क्या है इस सर्कल के लिए B1 पर A1 क्या है हम कह सकते हैं कि यह केवल गामा in के बराबर है क्या यह नहीं है गामा in को B1 और A1 के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें कोई प्रतिबंध नहीं है और S11 और गामा in के बीच का अंतर यह है कि S11 के लिए हमें A2 का मान 0 के बराबर रखना होता है लेकिन गामा in के लिए यह जरूरी नहीं है कि A2 का मान 0 के बराबर हो लेकिन फिर जिस तरह से हमने इस लोड को जोड़कर इस सर्किट को बनाया है और A2 को समाप्त किया है इसलिए अब A2 हमेशा 0 होगा और इसलिए S11 इस पूरे सर्किट के लिए गामा in के बराबर होगा पूरे सर्किट मेरा मतलब है कि सर्किट के साथ लोड Z2 तो अब गामा in अपने आप में Zin और पोर्ट 1 के करक्टेरिस्टिक्स इम्पीडेन्स का अंतर और Zin Z1 के योग के अनुपात के बराबर होता है तो फिर अगर हमें पता लग जाए की Z1 क्या है तो हम यह पता लगा सकते हैं कि गामा in क्या है और फिर हम यह पता लगा सकते हैं कि S11 क्या है तो अब हम देखते हैं की सर्किट के लिए S Z क्या है Z का यह मान है क्योंकि Z JX के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है इसलिए गामा in का मान Zin और Z1 का अंतर और Zin और Z1 का योग के अनुपात के बराबर होता है जो कि Z2 और Z1jX का अंतर और Z2 और Z1jX योग का अनुपात होता है हम यह भी वेरीफाय कर सकते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आप वेरीफाय कर सकते हैं कि यह एक लोस्टलेस और सिमेट्रिक नेटवर्क है यदि आप जिस तरह से ही है पूरी चीज S11 के बराबर होगी अब हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम S22 का भी पता लगा सकते हैं और यह सत्यापित कर सकते हैं कि mod S11 का मान S22 के बराबर होगा और यह समानता इस सर्किट की लोस्टलेस और सिमेट्रिक प्रकृति के कारण है और इस संबंध के कारण कि हमने इसे 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए एक स्थिति दी थी जैसे कि हम पिछले कुछ स्लाइड में प्राप्त कर चुके थे आप उन्हें सत्यापित कर सकते हैं कि इसका मॉडुलुस S2 के मॉडुलुस के सामान होगा वास्तव में सिर्फ सीमेट्रिक से हम सीधे लिख सकते हैं किS22 क्या होगा यदि S11 को इस एक्सप्रेशन के द्वारा दिया गया है तो S22 कुछ इस तरह होगा तो Z1 और Z2 को परस्पर बदल दे और इससे हम आसानी से यह सत्यापित कर सकते हैं कि S11 का परिमाण S22 के परिमाण के बराबर होगा अगर हम S21 पैरामीटर या S12 पैरामीटर का पता लगाना चाहते हैं तो मैं तुम्हें यह ऐसे कर सकता हूं कि चलो हम देखते हैं कि S21 को B2 और A1 के अनुपात पर जब A2 को 0 के बराबर परिभाषित किया गया है इसलिए फिर से हमें फिर से A2 को 0 के बराबर होने की आवश्यकता है आप अपने सर्किट में वापस आने पर हमने देखा कि A2 को 0 के बराबर बनाने के लिए हम एक लोड Z2 हो इस तरह से जोड़ते हैं लेकिन हम आगे क्या करते हैं मान लीजिए कि I1 और I2 क्रमश पोर्ट 1 और 2 में प्रवाहित होने वाली करंट हैं तब हम जानते हैं कि I1का मान I2 के नेगेटिव के बराबर है यदि हम समान एक्वेशन्स के संदर्भ में समान रूप से लिखते हैं तो हम जानते हैं कि हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं I1 का परिमाण जिसे हम जानते हैं सामान्यकृत I1 केवल A1 और B1 का अंतर के और Z1 के अनुपात का मान A2 और नोर्मलिज़ेड I2 के अंतर के बराबर है हमें जानते हैं कि A2 को इस कनेक्शन के द्वारा 0 के बराबर बनाया गया है

तो यहां से हम बस इसे लिख सकते हैं की A1और B1 के अंतर और Z1 के वर्गमूल का अनुपात B1 और Z2 के वर्गमूल के अनुपात के बराबर है इसलिए अगर हम दोनों पक्षों को A1 करते हैं तो हमें जो मिलता है वह 1 माइनस B1 पर A1 पर Z1 के वर्गमूल का मान B2 पर A1 पर Z2 के वर्गमूल के बराबर है इसलिए हम जानते हैं कि यह S11 के बराबर है तो इसका मतलब यह है कि 1 माइनस S11 पर Z1 के वर्गमूल का मान S21 के बराबर है और यह बराबर है जैसा कि हम जानते हैं S21 के तो हम यहां से S21 के लिए एक एक्सप्रेशन प्राप्त कर सकते हैं जोकि Z2 पर Z1 के वर्गमूल के बराबर होगा और तब अंतिम व्यक्ति जो हमें S21 के लिए प्राप्त होगी वह बराबर है इसलिए यह S21 के लिए अंतिम एक्सप्रेशन है अब यह आप जानते हैं कि यह 2 पोर्ट नेटवर्क की मूल संपत्ति है जिस पर हमने चर्चा की हमने यहां बहुत ही सरल मामले पर चर्चा किए और अधिक जटिल सर्किट के लिए हमें I1 और I2 के बीच संबंध खोजने के लिए अधिक व्यापक नेटवर्क विश्लेषण की आवश्यकता होगी लेकिन मूल कर रहे हैं यहां पर एक ही है कि आप पहले I1 और I2 के बीच या B1 और B2 के बीच संबंध प्राप्त करते हैं और फिर इन I और बी हो नोर्मलिज़ेड वोल्टेज और करंट के संदर्भ में व्यक्त करेंगे और फिर आगे आप नोर्मलिज़ेड करंट और नोर्मलिज़ेड वोल्टेज को नोर्मलिज़ेड इंसिडेंट वोल्टेज और नोर्मलिज़ेड रिफ्लेक्टिव वोल्टेज के संदर्भ में विस्तार करते हैं और फिर उससे हम नोर्मलिज़ेड इंसिडेंट और नोर्मलिज़ेड इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिव करंट और वोल्टेज के लिए आवश्यक S पैरामीटर्स का पता लगाते हैं अब यहां से हम कुछ उपयोग देखते हैं जैसा कि मैंने कहा था की 2 और नेटवर्क बहुत व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है यह माइक्रोवेव नेटवर्क का सबसे सामान्य रूप है 2 पोर्ट नेटवर्क से जुड़े कुछ विशिष्ट गुण या अनूठे परिणाम या अनूठे आदित्य पैरामीटर है जो हम चाहते हैं मैं आपको यह बताना चाहता हूं की कैसे इन्हें प्राप्त किया जाए और इनकी आवश्यकता क्या है

तो एक महत्वपूर्ण पेरामिटर जो अक्सर सभी 2 पोर्ट नेटवर्क से जुड़ा होता है जिसे इनपुट रिफ्लेक्शन कोफीसिएंट के रूप में जाना जाता है इस 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए हम SB को As और Bs के संबंध में लिखा जा सकता है और फिर A2 जोकि पोर्ट 2 पर इंसिडेंट है जैसा कि मैंने वर्णन क्या है की हम वास्तव में रेफ्लेक्टेड को भी लोड से रेफ्लेक्टेड माना जा सकता है तो फिर मैं एस एक्वेशन को इस प्रकार लिख सकता हूंअब इस पहले एक्वेशन को हल करते हुए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं की दूसरा एक्वेशन हल करने पर B2 मिलेगा जो S21 और 1 माइनस S22 बार गामा L का अनुपात होगा इस पूरे का कोफीसिएंट A1 और तब यदि आप इस मान को एक्वेशन में स्थापित करते हैं तो हमें A1 के संदर्भ में B1 के लिए एक एक्सप्रेशन मिलती है जो S11 प्लस S12 बार गामा L बार S21 पर 1 और S22 बार गामा L का अंतर होगी अब यहां से हम गामा in के लिए एक एक्सप्रेशन का पता लगा सकते हैं क्योंकि गामा in इनपुट रिफ्लेक्शन कोफीसिएंट मैं गामा in जहां गामा in B1 पर A1 के द्वारा आसानी से दिया जाता है तो यह पूरी गामा in में होनी चाहिए और मैं इसको सही तरह से ऐसे लिख सकता हूं कि गामा in का मान B1 पर A1 के बराबर है जोकि S11 और S12 बार S21 बार गामा L पर 1 माइनस S22 बार गामा L की योग के बराबर होता है अब यह सभी 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कि एक अच्छी इनपुट मैचिंग के लिए गामा in का मान जितना हो सके कम होना चाहिए या 0 होना चाहिए अब सामान्यतः हमारा S11 पर कोई नियंत्रण नहीं है मान ले हमें एक एम्पलीफायर दिया गया है जिसमें S11 है लेकिन हमारे पास कहने के लिए गामा पर कुछ नियंत्रण है इसलिए यदि आप देखते हैं कि यदि गामा L का मान 0 है तो गामा in का मान कम होकर S11 हो जाता है अब जैसे हमने गामा in के लिए एक्सप्रेशन लिखी है उसी तरह गामा आउट के लिए भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जिसे आउटपुट रिफ्लेक्शन कोफीसिएंट कहा जाता है और सिमिट्री का पालन करते हुए आप इस गामा आउट का मान प्राप्त कर सकते हैं तो फिर गामा in की तरह गामा आउट को भी कई अनुप्रयोगों में काम लिया जाता है हम गामा आउट को भी जितना संभव हो इतना कम करते हैं और इसलिए यह नहीं की इन दोनों गामा in और गामा आउट यदि वे दोनों कम है तो इसे एक अच्छा मिलान माना जाता है

अब एक सरल उदाहरण है कि नया दिखाना चाहूंगा कि एक अट्ठेनुआटोर के भी एक सरल S पैरामीटर मैट्रिक्स है अट्ठेनुआटोर 2 और डिवाइस है जिसका S पैरामीटर मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के द्वारा दिया गया है दिया गया है इस मैट्रिक्स के द्वारा यह S12 भी है और यह 0 है इसलिए S11 और S22 दोनों 0 है और गामा आउट यहां पर S21 बार गामा S बार S12 के बराबर होना चाहिए अब चूंकि S पर 1 माइनस S11 गामा S है यह गामा S जेनरेटर रिफ्लेक्शन कोफीसिएंट है जैसे लोड रिफ्लेक्शन कोफीसिएंट है वैसे ही हमारे पास जेनरेटर रिफ्लेक्शन कोफीसिएंट भी है अब चूंकि S11 का मान 0 है इसलिए इसे S21 गामा S S12 तक घटा दिया जाना चाहिए और फिर चूंकि यह एक सिमेट्रिक उपकरण है इसलिए हमारे पास S21 का वर्ग होगा यदि मैं इसे इस तरह से परिमाण लिखता हूं इसलिए कामों को कम करने के लिए हम यह देखते हैं कि याद तो हम गामा को 0 के बराबर बनाते हैं या हम अपने सिस्टम को ऐसा डिजाइन करते हैं की S21 के वर्ग का परिमाण जितना संभव हो उतना कम हो तो इस व्याख्यान के लिए मैं संक्षेप में यह कहना चाहूंगा कि इस व्याख्यान में हमने 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए एस पैरामीटर्स के बुनियादी प्रॉपर्टीज या सिर्फ बुनियादी ही नहीं उससे कहीं ज्यादा गहराई तक शामिल किया है जबकि पिछले मॉड्यूल में हमने केवल मैं हमने केवल किसी भी सामान्य नेटवर्क के लिए किसी भी पोर्ट के गुणों का विचार किया था यहां हम विशेष रूप से 2 पोर्ट नेटवर्क के गुणों को देखते हैं क्योंकि मैंने कहा था कि 2 पोर्ट नेटवर्क बहुत व्यापक रूप से उपयोग किया जाते हैं और 2 प्रमुख पैरामीटर्स जोकि गामा in और गामा आउट के साथ जुड़े होते हैं अब जैसा कि हमने देखा है कि 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए एक्वेशन्स को लिखना भी शामिल है जिसमें बहुत सारे एक्वेशन शामिल हैं इसलिए आप कल्पना करें कि क्या हमारे पास 2 पोर्ट नेटवर्क की संख्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है या 2 पोर्ट नेटवर्क अधिक संख्या में एक साथ जुड़े हुए हैं ऐसे उपकरण जिसमें 3 पोर्ट या 4 पोर्ट हो तो ऐसे उपकरण के लिए एक्वेशन्स को लिखते रहना बहुत जटिल हो जाता है और इसमें आमतौर पर विश्लेषण करने में बहुत समय और कठिनाई होती है तो जीवन को सफल बनाने के लिए हमारे पास जब बड़ी संख्या में पोर्ट होते हैं तो हमारे पास पैकिंग होती है जिसे सिग्नल फ्लो ग्राफ कहा जाता है और जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे कि सिग्नल फ्लो ग्राफ सिग्नल फ्लो की जटिलता को काफी कम कर देता है खास हम भी इंसिडेंट और रेफ्लेक्टेड वेव्स होती है तो ऐसे संकेत प्रवाह ग्राफ के आरेखों का विश्लेषण करने के लिए कुछ तरीके हैं इसलिए हम यह कह सकते हैं कि गामा in या गामा आउट आंतरिक और बाहरी रिफ्लेक्शन कोफीसिएंट है जिसे हमने यहां एक्वेशन्स का उपयोग करके प्राप्त किया है आप इसका उपयोग करने के लिए सिग्नल फ्लो ग्राफ का उपयोग कर सकते हैं जिसे हम अपने अगले अध्याय में चर्चा करेंगे